मानव संसाधन प्रबंधन पर कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं इस विषय में आपकी मदद कर रही हूं हम मुश्किल कर्मचारियों से निपटने के विषय के साथ काम कर रहे थे हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आप विभिन्न कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं जो एक मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आपकी क्षमता में विभिन्न स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं यह विशेष व्याख्यान इस बात पर केंद्रित होने वाला है कि आप क्या कर सकते हैं मानव संसाधन रणनीतियों जिसे आप अनुशासन की आवश्यकता को रोकने के लिए कार्यान्वित कर सकते हैं हमने बात की कि अनुशासन क्या होता है हमने अनुशासन का प्रबंधन करने के बारे में बात की हमने उन स्थितियों के बारे में बात की है जो आपको अनुशासनात्मक व्यवहारों पर वार करने वाली स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए करना चाहिए और अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रही हूं जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है यदि हम इन स्थितियों से निपटने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों को अपनाते हैं तो आपके लिए आवश्यक हैं या यदि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम उन समस्याओं को जान सकते हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं तो हमारे काम के दायरे में मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में हम अपने कर्मचारियों को अनुशासित करने की आवश्यकता को रोकने में सक्षम हो सकते हैं तो यह कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों या प्रबंधकों या वरिष्ठों दोनों के लिए जीत की स्थिति हो सकती है जो संगठन के संचालन और प्रक्रियाओं के संरक्षक के रूप में प्रभारी लोग हैं तो आइए हम इसके साथ जुड़ते हैं मैंने इस व्याख्यान में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों को गोमेज़ मेजिया बाल्किन और कार्डी की पुस्तक से लिया है जिसका जिक्र हम करते आ रहे हैं हम मानव हैं लोग परेशान महसूस करते हैं लोगों को गुस्सा आता है लोग उलझनों में पड़ सकते हैं लोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों एवं विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ आपके पास आ सकते हैं वो लोग आयेंगे वे आप पर चिल्ला भी सकते हैं वे आप पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं वे मानव संसाधन प्रबंधकों के रूप में आपकी क्षमता परख सकते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया स्थिति इस तरह से क्यों बनी और एक मानव संसाधन प्रबंधक के तौर पर यह आपका काम है कि आप समझें कि क्या हो रहा है और आपको इस स्थिति से निपटने की रणनीति के साथ आगे आना है तो चलिए हम मान लेते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आपकी क्षमता में कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो बहुत गुस्से में है आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे यदि आप उस स्थिति से निपटते हैं ठीक से यदि आप उस स्थिति से एक स्तर के प्रमुख के साथ व्यवहार करते हैं यदि आप उस स्थिति से निपटते हैं तो तार्किक रूप से किसी को भी अनुशासित करने की आवश्यकता को हटाया जा सकता है तो तुम क्या करते हो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो बहुत गुस्से वाला है पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है व्यक्ति को बाहर निकलने देना दखल न दे व्यवधान से बचना व्यक्ति को उसके सिस्टम से भाप निकलने दें किसी को बहुत गुस्सा आता है उन्हें जो कुछ भी कहना है उन्हें कहने दें उसे बाहर निकलने दो फिर उनकी स्थिति के लिए संभव हद तक सहमत हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे जो भी कह रहे हैं उससे सहमत हैं लेकिन यह इस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कम से कम कोशिश करने और चीजों को देखने में मदद करता है जो स्पष्ट रूप से बहुत असुविधाजनक है तो हाँ कहो मैं देख रहा हूं कि आप कहां से आ रहे हैं मैं किस तरह से तुम्हें मदद कर सकता हुँ जिस मिनट आप यह कहते हैं कि संबंधित व्यक्ति महसूस करेगा कि वह सुरक्षित क्षेत्र में है या नहीं उसे लगेगा कि उसे समर्थन दिया जा रहा है और किसी भी तरह के अनुशासन या किसी भी अधिक नकारात्मक चौकी के लिए किसी भी आगे की आवश्यकता के लिए आपको पता चल सकता है इसलिए यदि आप वास्तव में चिंतित हैं अगर आप वास्तव में उस व्यक्ति के पक्ष को सुनने में रुचि रखते हैं यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति को आपकी क्षमता में मदद करने में रुचि रखते हैं जो मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में है जो मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आप जो करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा है यह मदद करेगा कर्मचारी को शांत करना है समस्या को स्वीकार करें जाहिर है अगर किसी व्यक्ति ने सब कुछ एक ठंडे बस्ते मे बैकबर्नर पर डाल दिया है यदि व्यक्ति ने कुछ चीजों के बारे में बात करने के लिए आपके कार्यालय में आने के लिए परेशानी उठाई है जाहिर है इसका मतलब संबंधित व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है कृपया समस्या को खारिज न करें स्वीकार करें कि कोई समस्या मौजूद है आप इसे समझ सकते हैं या नहीं लेकिन आप हमेशा इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं जब आप स्वीकार करते हैं कि कोई समस्या मौजूद है तो व्यक्ति आपसे इसके बारे में बात करने में सहज महसूस करेगा और आप दोनों एक ऐसे समाधान के लिए आ सकते हैं जो अधिकांश हितधारकों के लिए स्वीकार्य हो सकता है यदि सभी नहीं उस सीमा तक माफी मांगिए जो आप कर सकते हैं बहाने मत बनाओ यह मत कहो कि जिस तरह से संगठन ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है उसके लिए मुझे खेद है लेकिन आप ऐसी बातें कह सकते हैं जैसे मुझे खेद है कि आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं मुझे खेद है कि मैं पहले आपकी बात नहीं देख पा रहा था मुझे खेद है कि मैं अब तक स्थिति से अवगत नहीं था और मैं आपकी मदद नहीं कर सका और स्थिति एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहाँ आपको मेरे पास आने और बोलने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय तक ठीक है लेकिन इससे परे निश्चित रूप से आप नहीं जानते कि आप उस स्थिति के आधार पर जानते हैं जो आप कॉल कर सकते हैं लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे खेद है तो आपको पता है कि यह बात हाथ से इतनी निकल गई कि आपको जरूरत पड़ने पर खेद जताना पड़ा और मेरे पास आने के लिए समय और प्रयास करना पड़ा यदि आप यह कहते हैं कि संबंधित व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा संबंधित व्यक्ति के साथ सहानुभूति महसूस होगी और व्यक्ति का गुस्सा कम होने की संभावना है और किसी भी नकारात्मक व्यवहार को रोका जा सकता है व्यक्ति न तो तोड़फोड़ करेगा और न ही जो भी करेगा यदि व्यक्ति को पता है कि आपके अधिकार के भीतर व्यक्ति की शिकायतों को सुना जा रहा है हम सभी का अधिकार क्षेत्र है फिर से जैसे मैंने कहा कि पिछले व्याख्यान में मेरी नाक समाप्त होती है जहां आपकी शुरुआत होती है हम सबकी अपनी सीमाएं हैं हमें उन सीमाओं को नहीं छोड़ना चाहिए हम संबंधित लोगों को मामले का उल्लेख कर सकते हैं हमें हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में कार्य करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति की मदद करने के हमारे प्रयासों में हमारी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ें लेकिन हमें उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करना चाहिए जिस मिनट को पता चलता है कि हम ऐसा कर रहे हैंवहाँ गुस्सा कम होने की संभावना है और आगे के अनुशासन की आवश्यकता को दूर किया जा सकता है परिणाम का आकलन करें आप जो भी करते हैं वह यह पता करें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह तब से स्थिति को प्रभावित करने की संभावना है और फिर मानव संसाधन व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में आपको क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए एक कॉल करें तो और एक चरित्र फिर यह बिना कहे चला जाता है आप जानते हैं कि व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है क्या उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई मामला लंबित है मोटर वाहन या सड़क उल्लंघन जैसे कुछ मामले गंभीर नहीं हो सकते हैं वे गंभीर हैं लेकिन वे बहुत गंभीर नहीं हैं जहां तक आपके संगठन का संबंध है दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति पर धन के दुरुपयोग के संगठन से चोरी करने का आरोप लगाया गया है और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है या व्यक्ति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन जाता है और इससे पहले कि आप एक कर्मचारी ले जा सकते हैं यह आपको ध्यान में रखना होगा इसलिए उन चीजों को संभव सीमा तक जांचा जाना चाहिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा एकाधिक साक्षात्कार जिसमें कंपनी में विभिन्न समूहों को शामिल किया गया है जो पूर्वाग्रह को कम कर सकता है वह कि गरीबों को काम पर रखने के फैसले हैं जहाँ तक संभव हो आपके साक्षात्कार पैनल में कई लोग हों और संबंधित व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कर्मियों के साथ साक्षात्कार के एक से अधिक दौर से गुजरना पड़ता है पुरुषों और महिलाओं का मिश्रण हो सकता है आप साक्षात्कार में बैठे संगठन में अलग अलग लोगों को रोक सकते थे आप साक्षात्कार में बैठे विभिन्न विभागों के लोग हो सकते हैं तो यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस व्यक्ति को किस हद तक महत्वपूर्ण मानते हैं और आप जानते हैं कि यह स्थिति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कभी कभी आपके संगठन के पास साक्षात्कार की कई परतों का संचालन करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं लेकिन जहाँ तक संभव हो आपके साक्षात्कार पैनल में आप जानते हैं कि आपके साक्षात्कार पैनल को विभिन्न कर्मचारियों के साथ या यथासंभव विविध साक्षात्कारकर्ताओं के साथ आबाद करें ताकि पक्षपात में कमी न हो प्रत्येक व्यक्ति उदाहरण के लिए एक ही समुदाय या एक ही भौगोलिक क्षेत्र से नहीं होना चाहिए ताकि आप पर केवल एक क्षेत्र विशेष का पक्ष लेने का आरोप न लगे मेरा मतलब है कि यह भौगोलिक क्षेत्र से लोगों को पसंद करने के लिए मानव स्वभाव है तो आप जानते हैं लेकिन तब अगर पूरे पैनल में वे लोग शामिल हैं फिर जिन लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है वे कहेंगे कि ये लोग अलग समुदाय से हैं इसलिए मुझे काम पर नहीं रखा गया ये लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हैं इसलिए वे अपने क्षेत्र के लोगों को ही पसंद करते हैं और यही वजह है कि मुझे काम पर नहीं रखा गया और आप ऐसा नहीं चाहते हैं उम्मीदवारों के स्वभाव और उम्मीद के मुताबिक काम करने की क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ दिनों की अवधि में व्यक्तित्व परीक्षण किया गया यह सिविल सेवा परीक्षाओं में किया जाता है यह भारतीय सशस्त्र बलों में किया जाता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर ध्यान दिया जाए यह वास्तव में लोगों को देखने में मदद करता है यह साक्षात्कार बोर्ड को यह देखने में मदद करता है कि उम्मीदवार तनाव में प्रदर्शन करने में सक्षम है या नहीं चाहे उम्मीदवार शारीरिक रूप से कुछ चीजें करने में सक्षम हो व्यक्तित्व परीक्षण हैं शारीरिक परीक्षण हैं साक्षात्कार होते हैं समय के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है मेरा मानना है कि यह सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी होता है जहां सौंदर्य रानियों को एक स्थान पर एक साथ रखा जाता है और उनका व्यवहार दिन और दिन बाहर देखा जाता है तो कई मामलों में ऐसा होता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका संगठन क्या देख रहा है और आप लोगों को लेने की योजना बनाते हैं और क्या आपके संगठन के पास इस प्रकार के परीक्षण करने के लिए संसाधन हैं इसलिए जितना अधिक समय और संसाधन आप हायरिंग के फैसलों पर खर्च करते हैं बाद में कर्मचारियों के दुराचार में लिप्त होने की संभावना कम होती है जहां तक संभव हो व्यक्ति की नौकरी की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए और यह आपको भविष्य में बहुत सारी समस्याओं को रोकने में मदद करेगा अगली श्रेणी प्रशिक्षण और विकास है प्रशिक्षण और विकास में हम आपके लिए जानते हैं कि हमारे पास एक बार कर्मचारी होने के बाद हम प्रभावी अभिविन्यास कार्यक्रम देख रहे होंगे प्रभावी अभिविन्यास कार्यक्रम नए कर्मचारियों को मूल्यों संगठन के लिए महत्वपूर्ण से संवाद करते हैं कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि वे खुद क्या कर रहे हैं उदाहरण के लिए विशेष रूप से IIT खड़गपुर जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण पेशे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संकाय को अपने शोध और शिक्षण के लिए उतना ही समय देना होगा जितना आवश्यक है कोई भी हमें नहीं बताता है कि हमें रात में 8 9 10 तक अपने कार्यालयों में बैठने की जरूरत है लेकिन यह एक कार्य दिया है हमें ऐसा करने के लिए सभी प्रकार का समर्थन प्रदान किया जाता है तो आप जानते हैं कि संगठन की संस्कृति ऐसी है कि हम काम पर आना चाहते हैं हम सभी को काम करना पसंद है हम सभी अपने कार्यालयों में जाना पसंद करते हैं हम अपने छात्रों को अपने शोध के बारे में पढ़ाने के बारे में भावुक हैं और हमें सभी संसाधन दिए गए हैं इसलिए कार्यालय के समय और घर के घंटों के बीच कोई अच्छी तरह से परिभाषित रेखा नहीं है और इसलिए आप जानते हैं कि हर किसी का परिवार हर किसी के परिवार को जानता है और यह एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह है तो संस्कृति ऐसी है अब अगर आप उस संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं तो आपको आईआईटी खड़गपुर जैसी जगह पर नहीं आना चाहिए अगर आपको यह पसंद नहीं है यदि आप अपने काम के जीवन और अपने निजी जीवन और अपने पारिवारिक जीवन के बीच स्पष्ट डिब्बों को पसंद करते हैं तो इस प्रकार के संस्थान या शायद उद्योग टाउनशिप भी आपके लिए नहीं हैं मुझे नहीं पता कि उद्योग टाउनशिप क्या हैं मुझे फ़र्स्ट हैंड का अनुभव नहीं है मैंने सिर्फ सुना है कि यहां तक कि उद्योग टाउनशिप भी ऐसे ही हैं तो आप जानते हैं कि जहां तक काम का सवाल है हर कोई इसे समायोजित कर रहा है और काम करना हर किसी को पसंद होता है और आप शाम को उन्हीं लोगों के साथ घूमते हैं और आप एक साथ चीजें करते हैं और इसलिए यह है कि कैसे भाई चारा बनाता है और संगठन यह एक जीत की स्थिति है क्योंकि लोग संगठन के प्रति प्रतिबद्ध महसूस करते हैं कर्मचारी संगठन के प्रति प्रतिबद्ध महसूस करते हैं और संगठन को लगता है कि वह अपने कर्मचारियों की अच्छी देखभाल कर रहा है संगठन की उम्मीदों के प्रति प्रभावी अभिविन्यास कार्यक्रम के कर्मचारी कर्मचारी आपको बताया जाता है कि संगठन आपसे क्या अपेक्षा करता है मूल्य क्या हैं संस्कृति क्या है और यह सब कर्मचारियों को अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है यदि आप जानते हैं कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे संगठन को यह देने के लिए कि वह आपसे क्या उम्मीद करता है इसलिए संगठन आपको उपचारित कर सकता है और साथ ही साथ आपको प्रारंभिक प्रशिक्षण और आवधिक पुन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल अंतराल में कमी और दक्षताओं में सुधार करना चाहता है इसलिए कर्मचारियों को बढ़ना पसंद है कर्मचारी यह जानना पसंद करते हैं कि वे कैसे विकसित हो सकते हैं कर्मचारी अपने कौशल को चमकाना पसंद करते हैं हम सभी के पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करना चाहते हैं और हम सभी अपडेट रहना चाहते हैं यदि संगठन नई चीजों के हमारे कौशल के अपडेशन की सुविधा प्रदान करता है जो हमें अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए सीखने की जरूरत है हम इसके बारे में खुश महसूस करते हैं हम काम पर जाना चाहते हैं और यह सब अंत में संगठन की समस्याओं को कम करने में मदद करता है तो यह एक जीत की स्थिति है यह संगठन के लिए बहुत अच्छा उन्मुखीकरण कार्यक्रम और बहुत अच्छा पुन प्रशिक्षण कार्यक्रम है कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें बाद में संगठन में जो कुछ भी उपयोग करने की आवश्यकता होती है उन्हें सिखाया जाता है और वे उन चीजों में फिर से प्रशिक्षित होते हैं जो जंग लग गई हैं और इससे उन्हें कर्मचारियों के रूप में उत्पादक बने रहने में मदद मिलती है पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने और अपने अधीनस्थों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षक अनुशासन के बजाय परामर्श के साथ समस्या स्थितियों में जल्दी हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था मानव संसाधन कर्मियों के रूप में हमारा काम लोगों को वह करने से रोकना नहीं है जो वे कर रहे हैं उन्हें अनुशासित करना नहीं है यह उन्हें बताने के लिए नहीं है आप गलत हैं यह सजा हम आपको देंगे मानव संसाधन कर्मियों के रूप में हमारा काम हमारे कर्मचारियों के तरक्की और विकास को इस तरह से सुविधाजनक बनाना है कि वे यथासंभव उत्पादक बने और जहाँ तक संभव हो संगठन के प्रति प्रतिबद्ध रहें ठीक है इसलिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और कर्मचारियों को प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं इसलिए कर्मचारियों को लगता है कि पर्यवेक्षक उनके पर्यवेक्षक उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं कैरियर की सीढ़ी का विकास या स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य कैरियर प्रगति कार्यक्रम और कैरियर की प्रगति के लिए समर्थन का प्रावधान लोगों को दिखाए कि वे संगठन में कैसे बढ़ सकते हैं उन्हें बताएं कि वे संगठन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं कैसे वे अपनी पदोन्नति वगैरह पा सकते हैं और वे प्रतिबद्ध रहेंगे इसलिए करियर की प्रगति का रास्ता साफ होना चाहिए आप स्पष्ट कर दें लोग समर्पित होंगे जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और संगठन के लिए कम समस्याएं होंगी एचआर योजना हम विकास की बात कर रहे हैं आइए हम थोड़ी बात करते हैं योजना के बारे में जब हम नियोजन के बारे में बात करते हैं तो हम नौकरियों डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले से ही विभिन्न तरीकों से एचआर प्लानिंग पर चर्चा कर चुके हैं इसलिए प्रत्येक कर्मचारी की सर्वोत्तम प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए नौकरी को डिजाइन किया जाना चाहिए नौकरियों को भी बांधा जा सकता है जिसका अर्थ है कि एक ही तरह की विशेषताओं वाली नौकरियों को एक श्रेणी में एक साथ रखा जा सकता है और उस श्रेणी के भीतर की प्रगति को कर्मचारियों के लिए स्पष्ट किया जा सकता है कर्मचारियों के प्रदर्शन मानकों को प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए नौकरी विवरण और कार्य योजना विकसित की जानी चाहिए जिसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा इसलिए जब हम एचआर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कर्मचारी से अपेक्षाओं का संचार करते हैं हम उन्हें बताते हैं कि उनका काम क्या है हम उनकी कार्य योजनाओं को विकसित करने में उनकी मदद करते हैं या उन्हें काम की योजना दें उन्हें बताएं कि कब क्या अपेक्षित है उन्हें समय सीमा दें और हम उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं हम उन्हें बताते हैं जो अपेक्षित है जब यह अपेक्षित है उन्हें समय की उचित अवधि दें जिसमें वे प्रदर्शन कर सकें और फिर हम कुछ समय के बाद इसकी समीक्षा करते हैं इसलिए अगर लोगों को पता है कि जो आ रहा है लोगों का एक उचित लक्ष्य है तब अवांछनीय व्यवहार में संलग्न होने की उनकी संभावना काफी कम हो जाती है और नौकरियों मैं माफी चाहता हूँ मैं पहली बात याद किया है प्रत्येक कर्मचारी की सर्वोत्तम प्रतिभा का उपयोग करने के लिए नौकरियों को डिज़ाइन किया जाना चाहिए इसलिए यदि नौकरियों को डिज़ाइन किया गया है तो इस तरह से कि कर्मचारी जो कुछ भी उनके पास पहले से उपयोग करने में सक्षम हैं तब यह उन्हें अपनी नौकरी से जुड़े रहने में मदद करता है यह कर्मचारी की व्यस्तता को बढ़ाता है यह जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी बनी रहती है और यह बदले में संगठन को मदद करता है कर्मचारियों से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करें और यह कर्मचारियों को संगठन के लिए काम करने में रुचि रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने में भी मदद करता है प्रदर्शन का मूल्यांकन कर्मचारियों ने अपना काम कर दिया है अब आपके लिए कर्मचारी के उत्पादन की गुणवत्ता का आकलन करने का समय आ गया है प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के उचित मानकों को बनाया जाना चाहिए एक को प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना चाहिए एक स्तर पर जिसे हासिल किया जा सकता है इसे पर्याप्त रूप से कठिन और चुनौती पूर्ण होना चाहिए लेकिन इसे हासिल करना होगा यह वाजिब होना चाहिए अधीनस्थों को निरंतर प्रतिक्रिया का प्रावधान अक्सर और आवश्यकतानुसार शीघ्रता से हस्तक्षेप करता है जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को निरंतर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए उन्हें नियमित रूप से बताया जाना चाहिए कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है और हस्तक्षेप किया जा सकता है या किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिल सके इसलिए प्रतिक्रिया नियमित रूप से उनके काम उनके पर्यवेक्षकों का दौरा किया जाना चाहिए उन्हें यह जांचना चाहिए कि कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता या अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है या नहीं और जब भी संभव हो पर्यवेक्षकों को हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्मचारी की मदद करें या कर्मचारी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और इस तरह खराब प्रदर्शन के लिए कर्मचारी को अनुशासित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी गलत निर्वहन या भेदभाव सूट के खिलाफ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी मूल्यांकन का उचित प्रलेखन इसलिए कर्मचारी के प्रदर्शन के संबंध में प्रलेखन documentation हर समय बनाए रखा जाना चाहिए और बाद में जिस भी कारण से कर्मचारी को कुछ अनुचित करते हुए पाया जाता है वह कर्मचारी के अच्छे प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकता है और कर्मचारी के समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कर्मचारी को टोपी की बूंद पर निकाल न दिया जाए दूसरी ओर अगर कोई कर्मचारी अवांछनीय व्यवहार में नियमित रूप से उलझा हुआ है उस समय ये रिकॉर्ड कर्मचारी के मामले के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं तो यह दोनों तरह से काम करता है लेकिन प्रलेखन हमेशा मदद करता है ज्यादातर मामलों में यह कर्मचारियों को समस्याओं से बचाने में आपकी मदद करता है जो खराब प्रदर्शन के रिकॉर्ड के बारे में समस्याओं को जानते हैं जो अंततः संगठन के लिए उन्हें आग लगाने का कारण बन सकता है प्रदर्शन परिणामों के अतिरिक्त कर्मचारी व्यवहार को मापने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन की क्षमता ताकि कर्मचारियों को उनके अपेक्षित प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर प्रतिक्रिया मिले इसलिए हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में इस पर चर्चा की है कि प्रदर्शन मूल्यांकन को वास्तव में किसी के प्रदर्शन के बहुत सटीक उपायों के रूप में नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी इन प्रदर्शनों को कर्मचारियों के व्यवहार को मापने में सक्षम होने की आवश्यकता है ताकि कुछ मायनों में ताकि उनका उपयोग फीडबैक के उद्देश्य से किया जा सके जिससे कर्मचारी को अपने उत्पाद के व्यवहार को सुधारने में मदद मिल सके व्यवहार से मेरा मतलब है कि पेशेवर व्यवहार काम से संबंधित व्यवहार जहाँ तक संभव हो और यहाँ अंतिम बिंदु मुआवज़ा है हम मुआवज़े के बिंदु पर हस्तक्षेप कर सकते हैं मुआवजा सभी कर्मचारियों द्वारा के रूप में उचित नीतियों का भुगतान करने की धारणा है जहां तक क्षतिपूर्ति का सवाल है मानव संसाधन प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकता है व्यक्ति को जो धन वेतन लाभ भत्ते कर्मचारी को प्राप्त हो वो कर्मचारी द्वारा हर तरह से उचित माना जाता है और इससे संबंधित समस्याओं के बारे में कथित अन्याय को रोकने में मदद मिल सकती है जहां तक मुआवजे का सवाल है एक अपील तंत्र जो कर्मचारियों को वेतन निर्णय को चुनौती देने का अधिकार देता है इसलिए मुआवजे की एक उचित प्रणाली होने के अलावा कर्मचारियों के पास एक तरीका होना चाहिए संगठन का यह पूछने का एक आरामदायक सुरक्षित हानिरहित तरीका हो क्यों उनकी सेवाओं के लिए उन्हें X और Y नहीं दिया जा रहा है इससे कर्मचारियों को प्रतिबद्ध रहने में मदद मिलती है यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है तो वे उन व्यवहारों में संलग्न होने की संभावना कम है जो संगठन के लिए हानिकारक हो सकते हैं और ये कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग हम एचआर प्रबंधकों और पेशेवरों के क्रम में कर सकते हैं या कर सकते हैं जिन्हें हम किसी कर्मचारी के कार्य जीवन में हर स्तर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी हमारी क्षमता में है वह कर सकते हैं कि अनुचित व्यवहार में संलग्न कर्मचारियों की संभावना कम से कम हो और जहाँ तक संभव हो उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता कम है अब इस व्याख्यान में आप सभी के लिए है और हम आगामी सत्र में मानव संसाधन प्रबंधन में जो कुछ भी किया है उसकी कोशिश करेंगे तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद